ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण और डिज़ाइन के मॉड्यूल 16 में आपका स्वागत है हम अब तक विभिन्न प्रणालियों उनकी विशेषताओं और सामान्यताओं और दृष्टिकोणों की विविधता में विभिन्न विश्लेषणात्मक परिवर्तनों को ले रहे हैं जिन्हें इन जटिल प्रणालियों को वस्तुओं और वर्गों और उनके संबंधों के विभिन्न पहलुओं से विश्लेषण करने के लिए अपनाया जा सकता है विशिष्ट रूप से हमने वस्तुओं के प्रमुख और छोटे तत्वों के विभिन्न तत्वों पर ध्यान दिया है हमने वस्तुओं की प्रकृति को देखा है और वर्गों के हमने उनके संबंधों को गहराई से देखा है इस बिंदु से हम पहले से ही चर्चा किए गए सभी विभिन्न सिद्धांतों का अभ्यास करने की दिशा में पाठ्यक्रम को धीमा कर रहे हैं तो इस मॉड्यूल से आगे जहां हम लिखित मौखिक इंटरएक्टिव या सचित्र प्रकार के दिए गए विनिर्देशन से वस्तुओं और कक्षाओं को पहचानने के कुछ प्रमुख उपकरणों और तकनीकों के बारे में बात करेंगे और एक छुट्टी प्रबंधन प्रणाली के साथ उदाहरण और सक्रिय व्यायाम उदाहरण लेना शुरू करते हैं और अन्य प्रणालियों में से कुछ यह वर्णन करने के लिए कि आप वास्तव में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण और डिज़ाइन प्रक्रियाओं में किस प्रकार एक व्यवसायी के रूप में संलग्न हैं तो यह मॉड्यूल वर्गीकरण के महत्व और कठिनाइयों को समझना है हमने पहले चर्चा सिद्धांत में देखा है कि हम जहां भी सिस्टम को देखते हैं वस्तुओं की पहचान करना कक्षाओं की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए प्रणाली की अवधारणाओं और गतिकी के पूरे समूह को देखते हुए उन्हें कुछ समानताओं के अनुसार वर्गीकृत करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसे हम कक्षाओं के संदर्भ में पकड़ सकते हैं और वे शास्त्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में इस पर बहुत काम कर रहे हैं और फिर उनके बाद कई आधुनिक दृष्टिकोणों का पालन किया गया हम उस ऐतिहासिक विकास में नहीं जाएंगे हम इसके बजाय विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे कि हम इन्हें कैसे अपना सकते हैं और इन्हें व्यवहार में लागू कर सकते हैं यह मॉड्यूल की सकल रूपरेखा होगी और हम इसे हर स्क्रीन के बाईं ओर प्रदर्शित करना जारी रखेंगे इसलिए पहले मुझे संक्षेप में बताएं कि वर्गीकरण क्या है निश्चित रूप से आप में से अधिकांश को पता होगा कि वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अन्य ज्ञान में किसी प्रकार का आदेश देते हैं चीजों के आस पास की कुछ सीमाएँ जो समान हैं कार्य जो समान हैं या क्रियाएँ समान हैं या वे कुछ साझा करते हैं तो यहाँ इस चित्रमय चित्र में मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अक्सर जब हम इन दिनों कचरा निस्तारण करने जाते हैं तो हमें कई अलग अलग कचरा मिलते हैं कुछ ग्लास के साथ लिखे जाते हैं कुछ प्लास्टिक के साथ लिखे जाते हैं और इसी तरह और क्या होता है हमारे पास यह है कि क्या हमारे पास एक वनस्पति कचरा है एक जैविक कचरा है या उसके आधार पर हमारे पास एक प्लास्टिक का कप है हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि हमें अपना कचरा किस वैट में डालना चाहिए इसलिए यह प्रक्रिया जो हम मानसिक रूप से कर रहे हैं वह वास्तव में वर्गीकरण की एक प्रक्रिया है और सामान्य तौर पर हमें दी गई प्रणाली के लिए ऐसा करने की आवश्यकता होगी जिसका हम विश्लेषण करना चाहते हैं इसलिए वर्गीकरण कक्षाओं के बीच पदानुक्रम के बीच सामान्यीकरण विशेषज्ञता और एकत्रीकरण की पहचान करने में मदद करेगा यह उन सभी चीजों को संशोधित करने में भी मदद करेगा कि कौनसी सभी वस्तुओं सभी वर्गों सभी प्रक्रियाओं को एक साथ रखना चाहिए युग्मन और सामंजस्य के संदर्भ में दो मुख्य गुणवत्ता मैट्रिक्स जो हमने पहले के मॉड्यूल में अध्ययन किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि समानता भी वर्गीकरण द्वारा मुख्य रूप से तय की गई है और यह विभिन्न प्रोसेसरों की प्रक्रियाओं को आवंटित करने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो यह कहते हुए कि आइए हम पहचानें कि वर्गीकरण एक आसान समस्या नहीं है क्योंकि एक ही परिदृश्य को देखते हुए कई पर्यवेक्षक उन्हें कई अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है की कोई बहुत सीधे या गणितीय या एल्गोरिथमिक तरीके से एक परिदृश्य को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बहुत अधिक पर्यवेक्षक के अनुभव पर निर्भर करता है यह डोमेन पर निर्भर करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप और मैं वर्गीकरण प्रक्रिया में सबसे अधिक भेदभाव करने वाले पैरामीटर के रूप में क्या पहचानते हैं तो यह एक है यह काफी मुश्किल प्रक्रिया है तो बस थोड़ा और अधिक ठोस उदाहरण के साथ वर्णन करने के लिए आइए इस उदाहरण को Booches OOAD पुस्तक से लेते हैं जहाँ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमने सही दस अलग अलग गाड़ियों के चित्र दिए हैं १ २ ३ ४ ५ ६ ९ १० विभिन्न ट्रेनों में और इन ट्रेनों में एक इंजन और दो डिब्बे होते हैं जो इसे खींचते हैं और हम इन ट्रेनों का सार्थक समूह सार्थक वर्गीकरण बनाना चाहेंगे इसलिए हम उन्हें विभाजित कर सकते हैं उनके अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं यदि आपके पास सिर्फ एक दिशानिर्देश नहीं है यदि आप इस चित्र को देखते हैं और आप उदाहरण के लिए उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण बना पाएंगे एक विशेष संपत्ति आप तय कर सकते हैं कि ठीक है मैं कुछ सामान्य गुणों की तलाश करूंगा यह बहुत पसंद है जैसे आप बुद्धि परीक्षण सामग्री को जानते हैं जो हम उस समय करते रहते हैं उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि विभिन्न ट्रेनों में विभिन्न प्रकार के रंगीन पहिये हैं कुछ के पास काला है कुछ के पास सफेद है कुछ के पास सफेद है और हम पहिया के रंग के आधार पर वर्गीकरण तय कर सकते हैं इसलिए हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ होंगी जिनमें काले पहिए सफेद पहिए और जिनके पास काले और सफेद दोनों पहिए हैं तो अगर आप गौर करें तो यह पूरी तरह से काला पहिया है लेकिन यह पूरी तरह से सफेद पहिया है यह पूरी तरह से सफेद पहिया है जबकि यह एक काला पहिया है तो हम इसके अनुसार ट्रेनों का वर्गीकरण कर सकते हैं वैकल्पिक रूप से हम कह सकते हैं कि नहीं यह वर्गीकृत करने का सही तरीका नहीं है मुझे वास्तव में यह समझना होगा कि ट्रेन कितनी लंबी है इसलिए मैं ट्रेन की लंबाई के आधार पर वर्गीकृत करूंगा इसलिए यदि आप उस पर गौर करते हैं तो वे तीन समूहों में गिरेंगे जहां दो बोगी तीन बोगी और चार बोगी वाली ट्रेनें हैं जैसे कि दो बोगी हैं इस पर दो बोगी हैं जबकि इस ट्रेन में तीन बोगी हैं इस ट्रेन में चार बोगी हैं और इस तरह तदनुसार हम विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं जो उस के लिए तीन कक्षाएं प्राप्त करेंगे और इस तरह से अगर आप इस छवि में मौजूद सभी अलग अलग पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं तो यह पता चलता है कि 93 अलग अलग वर्गीकरण हैं जो संभव हैं और में दुर्भाग्य से वास्तविक जीवन और यही वह जगह है जहां व्यवसायी की बड़ी चुनौती है जहाँ कोई सही उत्तर नहीं है जहाँ यह सही है और यह बिल्कुल सत्य है ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए हमें अनिश्चितता और अस्पष्टता के इस स्तर के भीतर काम करना होगा जो वर्गीकरण में मौजूद है तो इसके आधार पर वर्गों की पहचान विभिन्न तरीकों से करने की कोशिश की गई है और वर्तमान अभ्यास के अनुसार यह मुख्य रूप से क्लस्टरिंग पर निर्भर करता है और फिर अगला पहचान पर है क्लस्टरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप कहते हैं कि डोमेन में हमारे पास मौजूद सभी अलग अलग अवधारणाओं को देखते हुए हम उन्हें एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं और समूह बना सकते हैं प्रत्येक समूह जिसे आप वर्गीकरण द्वारा बनाते हैं हम कहते हैं कि एक क्लस्टर है और दूसरा एक बार जब हम क्लस्टर बना लेते हैं तो हम पहचानते हैं कि उस क्लस्टर की क्या विशेषताएं हैं इसलिए यह दो बुनियादी प्रक्रिया है और एक बार जब हम विशेषताओं की पहचान करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण सार हैं और जैसा कि हम पहले कई बार उल्लेख किया था प्रमुख सार आपके सिस्टम में कक्षाएं बन जाती हैं इसलिए क्लस्टरिंग के संदर्भ में तीन मुख्य दृष्टिकोण हैं जो हम अगले कुछ स्लाइड्स में धीरे धीरे स्पष्ट करेंगे हम संरचनात्मक क्लस्टरिंग से शुरू करते हैं संरचनात्मक क्लस्टरिंग में वस्तुओं को एक विशेष संपत्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर असमान सेटों में विभाजित किया जाता है जिस तरह से हम पहले इसे संबोधित कर रहे थे इसलिए यदि हम पहियों के रंग को देखते हैं तो हमें तीन समूह मिलते हैं जो एक संरचनात्मक क्लस्टरिंग हो सकते हैं यदि आप बोगियों की संख्या को देखते हैं जो कि हर ट्रेन में हैं तो हम तीन समूह फिर से प्राप्त करेंगे इसलिए हम विभिन्न गुणों का उपयोग कर रहे हैं जैसे पहिया का रंग या बोगियों की संख्या और संभव वस्तुओं के दिए गए सेट को अलग अलग क्लस्टर समूहों और इस प्रक्रिया में क्लस्टर करना क्योंकि यह कुछ ठोस गुणों पर आधारित है जिसे संरचनात्मक क्लस्टरिंग कहा जाता है इसलिए कई स्थितियों में एक संरचनात्मक क्लस्टरिंग संरचनात्मक क्लस्टरिंग करना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि एक बार जब आप कुछ गुणों पर कर सकते हैं तो आप इसे लागू कर सकते हैं या गुणों को इसके सभी संभावित मूल्यों के साथ लागू कर सकते हैं और वे विभिन्न समूहों को जन्म देते हैं जिससे निकलेंगी प्रणाली अगला अक्सर ठीक होता है मैं खेल को बदल सकता हूं जैसा कि ज्यादातर मामलों में वास्तविकता है कि यह केवल एक या दो संरचनात्मक पैरामीटर नहीं है जो वस्तुओं के काम करने के तरीके को परिभाषित करेगा जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स बातचीत करेंगे तो आइए हम कुछ वैचारिक गुणों को देखें यह ऐसा है जैसे हम कहते हैं आप इस चित्र में इस चित्र में देख सकते हैं कि बोगियों में विभिन्न प्रकार के प्रतीक हैं जैसे कि एक चक्र चिन्ह इसमें एक आयत प्रतीक होता है इसमें एक त्रिकोण चिन्ह होता है इसमें एक और वृत्त प्रतीक होता है और इसी तरह तो आइए मान लें कि हम जानते हैं कि ये प्रतीक उस प्रकार की सामग्री को चिह्नित करते हैं जो बोगी ट्रांसपोर्ट करती है तो आइए हम बताते हैं सिर्फ काल्पनिक रूप से घेरे जहरीले रसायनों का प्रतिनिधित्व करते हैं आइए हम बताते हैं कि आयतें लकड़ी के लॉग का प्रतिनिधित्व करती हैं लकड़ी के बड़े लॉग और अन्य सभी आकार हो सकते हैं जो यात्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यदि हम कहते हैं कि यह हमारे वर्गीकरण का आधार है जिसे हम इन अवधारणाओं के आधार पर वर्गीकृत करेंगे तो आइए देखें कि यह हमें कहां ले जाता है इसलिए हम गाड़ियों को वर्गीकृत कर सकते हैं उदाहरण के लिए चाहे वे जहरीले सामान ले जाएं या नहीं हम ट्रेनों को इस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं कि वे यात्री ट्रेनें हैं या मालगाड़ी यह है कि क्या वे केवल यात्री ले जाते हैं या वे सिर्फ माल ले जाते हैं फिर अगर हम इसके आधार पर करते हैं तो हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं क्या यह एक यात्री ट्रेन है जो विषाक्त सामान ले जाती है या यह एक मालगाड़ी है जो विषाक्त सामान ले जाती है इसलिए जैसा कि हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं अब यदि आप केवल चित्र को देखते हैं यदि आप केवल चित्र को देखते हैं तो हम जिस प्रकार की संरचनात्मक गुत्थियां कर रहे हैं वह पहला प्रयास है जिसे आप कर सकते हैं क्योंकि यह तुरंत दिखाई देता है लेकिन यहाँ मैंने उस चित्र के साथ क्या किया है मैंने आपको उस डोमेन से अधिक जानकारी दी है जो मुख्य विषाक्त पदार्थों को हल करता है चौकों का अर्थ है भार और अन्य का मतलब है यात्रि और इस तरह इसलिए इसका उपयोग करके आप वस्तुओं को अधिक वैचारिक ढांचे में देख सकते हैं और बेहतर वर्गीकरण कर सकते हैं जैसा कि हम प्रकाश डालते हैं इसलिए निष्पादित की गई इस प्रक्रिया को वैचारिक क्लस्टरिंग प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है और यह संरचनात्मक क्लस्टरिंग प्रक्रिया के लिए विध्वंसक है एक तीसरा दृष्टिकोण जो कई बार लिया जाता है जहां आप पाएंगे कि सार में न तो स्पष्ट रूप से बंधे हुए गुण हैं और न ही बहुत अच्छी तरह से परिभाषित अवधारणा है पहले के दो में हमारे पास या तो स्पष्ट बंधे हुए गुण थे जैसे पहिया का रंग जैसे बोगियों की संख्या या विषाक्तता जैसी अवधारणाएं जैसे यात्री ट्रेन या मालगाड़ी होना लेकिन कुछ डोमेन में कई बार हम देखेंगे कि अमूर्त प्रस्ताव नहीं देते हैं उदाहरण के लिए यदि आप खेल के बारे में बात करते हैं तो कोई आम संपत्ति नहीं है जो हमारे पास मौजूद सभी खेलों द्वारा साझा की जाती है या जो हम अभ्यास करते हैं लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर अगर हम कहते हैं कि यह हम चीनी चेकर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम शतरंज की बात कर रहे हैं हम फुटबाल की बात कर रहे हैं हम कुश्ती की बात कर रहे हैं हम सभी यह पहचानने में सक्षम होंगे कि यह एक खेल है तो खेल के संदर्भ में और खेल की किस्मों के संदर्भ में वर्गीकरण बद्ध गुणों या अवधारणाओं का उपयोग करना आसान नहीं है तो यह पहचानने की आवश्यकता है कि आम तौर पर समानता के परिवार के रूप में क्या जाना जाता है कि आप जो करते हैं वह एक सरल दृष्टिकोण है आप पहचानते हैं आप मानते हैं कि वस्तुओं का एक वर्ग एक प्रोटोटाइप द्वारा दर्शाया गया है ठीक है यह प्रोटोटाइप है जो मेरे पास है इसलिए मेरे पास एक प्रोटोटाइप है जो हमें कहने का औचित्य है और फिर हम विचार करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास सभी संभावित वर्ग हैं उनके पास प्रोटोटाइप हैं इसलिए एक विशेष खेल को देखते हुए हम यह देखना चाहेंगे कि एक प्रोटोटाइप क्या है जो किसी दिए गए को सबसे अधिक निकट से मिलता जुलता है तो आइए हम कहते हैं अगर हमारे पास शतरंज द्वारा दर्शाई जाने वाली कक्षाएं हैं जो फुटबॉल द्वारा दर्शाई जाती हैं जो कुश्ती का प्रतिनिधित्व करती हैं तैराकी द्वारा दर्शाई जाती हैं मान लीजिए कि ये प्रतिनिधि हैं तो यदि आपको चीनी चेकर कहते हैं तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे तो आप विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि यह इन अलग अलग प्रोटोटाइपों के समान है और यदि आप विश्लेषण करते हैं कि यह अपेक्षित है कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि चीनी चेकर्स शतरंज के समान हैं और हम शतरंज के साथ साथ इसे वर्गीकृत करेंगे और फिर आप कुछ सामान्य संपत्ति की तलाश करने की कोशिश करेंगे जो उदाहरण के लिए उनके बीच साझा की गई हो तो आप सामने आ सकते हैं एक पहचान के साथ कि ठीक है आपने इसे इस तरह वर्गीकृत किया है क्योंकि ये दोनों बोर्ड गेम हैं लेकिन मान लीजिए कि आप दिए गए हैं एक अलग खेल अगर आपको दिया जाता है तो कहें कि हम कबड्डी लेते हैं इसलिए यदि आपने कबड्डी दी है और आप फिर से इसी तरह से इस उपाय को करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे शतरंज के समान नहीं पाएंगे आप इसे तैराकी के समान नहीं पाएंगे संभवतः यह आपको कुश्ती के समान ही लगेगा और आप कबड्डी को उसी कुश्ती में रहने के लिए वर्गीकृत करेंगे इसलिए इस प्रकार के एक प्रोटोटाइप आधारित दृष्टिकोण से जाना जाता है जिसे प्रोटोटाइप सिद्धांत के रूप में जाना जाता है जो कि विशेष रूप से अमूर्त के वर्गीकरण में अमूर्तता की पहचान में बहुत आम है जब संरचना और वैचारिक क्लस्टरिंग दृष्टिकोण कोई सार्थक परिणाम नहीं देते हैं अब एक बार जब आप क्लस्टर प्रदर्शन करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको जरूरत है आपको सिस्टम में बहुत सारे मिल जाएंगे अब आपके पास विभिन्न विभिन्न क्लस्टर हैं जो बन चुके हैं उनमें से बहुत सारे हो सकते हैं अब आपकी अगली प्रक्रिया कुछ प्रकार की फ़िल्टरिंग है जिसे आपको करने की आवश्यकता है यदि आप कहते हैं कि सब कुछ जो मैं अलग अलग पहचानने योग्य वस्तुओं में क्लस्टर कर सकता हूं अगर मैं कहता हूं कि उनमें से सभी का एक वर्ग है और इसके अपने रिश्ते होने चाहिए और पहचान और वह सब यह हो सकता है आपके पास सिस्टम डिजाइन के बहुत अधिक असंगत सेट हो सकते हैं तो आप अधिक परिशोधन के लिए अधिक जाने की कोशिश करते हैं और मुख्य रूप से मुख्य सार पर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं इन समूहों में से इन वर्गों में से जो हमने बनाए हैं जो प्रमुख हैं वे महत्वपूर्ण हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है मुख्य रूप से OOAD द्वारा लिया जाने वाला दृष्टिकोण मुख्य सार समस्या डोमेन की शब्दावली का पालन करने का प्रयास करता है जो समस्या प्रधान डोमेन का उपयोग कर रहा है और इस समस्या की सीमा क्या है इसमें सिस्टम में मौजूद चीजों को भी हाइलाइट करना होता है और इस प्रक्रिया में मुख्य एब्स्ट्रैक्शन की पूरी पहचान बेहद डोमेन विशिष्ट होती है तो फिर से यह एक कठिन प्रक्रिया है लेकिन अगर आप सिस्टम की कुछ विशिष्ट विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि आपके द्वारा पहचाने गए वर्गीकरण क्या हैं तो वे सार क्या हैं जिनके बारे में अक्सर बात की जाती है वे सार क्या हैं जो अधिक बार सक्रिय होते हैं या महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लेते हैं वे क्या हैं जो सिस्टम की एक निश्चित सीमा के भीतर आते हैं और इसी तरह यदि आप उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आमतौर पर प्रमुख सार की पहचान करना आसान हो जाएगा अब इस बिंदु पर आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि पहचान में वास्तव में दो प्रक्रियाएं शामिल हैं एक हम कहते हैं कि खोज है अन्य हम कहते हैं कि एक आविष्कार है अब खोज और आविष्कार के बीच बुनियादी अंतर है यदि आप OOAD की संपूर्ण आवश्यकता को देखते हैं तो हमारे पास इस पूरे के दो पक्ष हैं एक उपयोगकर्ता है और एक डेवलपर अधिकार है यह मूल बात है कि हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं उपयोगकर्ता के पास एक सिस्टम के साथ है उपयोगकर्ता को समस्या डोमेन पर बनाए जाने के लिए कुछ कार्यात्मकताओं की आवश्यकता होती है जो उपयोगकर्ता उपयोग करता है और आप डेवलपर हैं हम डेवलपर हैं जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए उपयोगकर्ता के पास सिस्टम का कुछ दृश्य है इसलिए यदि आप उपयोगकर्ता से पूछते हैं कि महत्वपूर्ण सार क्या हैं तो उपयोगकर्ता निश्चित रूप से समस्या डोमेन की शब्दावली के बारे में शुद्ध रूप में बात करता है इसलिए यदि उपयोगकर्ता एक स्वचालित टेलर का उपयोग कर रहा है तो उपयोगकर्ता खातों के बारे में बात करेगा स्वचालित टेलर का अर्थ है ATM या बैंक काउंटर जहां आप नकदी निकाल सकते हैं तो उस तरह के उपयोगकर्ता खातों जमा निकासी के बारे में बात करेंगे इसलिए ये ऐसे शब्द हैं जो उपयोगकर्ता की शब्दावली का निर्माण करेंगे और इसलिए आपके सिस्टम में महत्वपूर्ण सार बन जाएंगे और इन प्रमुख सार को खोजने के लिए विश्लेषण करना खोज की प्रक्रिया है लेकिन एक बार आप developer पक्ष पर आते हैं जो सिस्टम को कार्यान्वित करेगा developer को अक्सर पहचाने जाने वाले प्रमुख अमूर्त के साथ सौदा करना होगा डेवलपर को कई अलग अलग सार जैसे कि स्क्रीन मैनेजर जैसे सूचियाँ कतार और इसी तरह के अन्य कार्यों से निपटना होगा क्योंकि कार्यान्वयन डेवलपर developer के डोमेन में होगा जो शब्दावली का एक अलग सेट है और इन प्रमुख सार की पहचान कर रहा है आविष्कार की एक प्रक्रिया है और स्वाभाविक रूप से जो वास्तविक डिजाइन प्रक्रिया शामिल है वह यह है कि आप इन प्रमुख सार तत्वों को इन अलग अलग प्रमुख सार में कैसे map करते हैं जिसे डेवलपर developer को निपटना होगा जो कि मूल रूप से समस्याओं को क्रियान्वयन में मैप कर रहा है और यह पहचान की प्रक्रिया की भूमिका है कुंजी अमूर्तता और जैसा कि कभी कभी यह एक अत्यधिक डोमेन आश्रित और काफी जटिल प्रक्रिया है और हमें उस और अधिक से गुजरना होगा इसलिए इन तकनीकों को लागू करने में सक्षम होने के लिए और कृपया याद दिलाया जाए इस मॉड्यूल की शुरुआत में मैंने जो कहा था अब हम उन तकनीकों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें सिद्धांत से अधिक हमें अगले मॉड्यूल से अभ्यास करना होगा हम करेंगे इसे एक अभ्यास पर लागू करना शुरू करें और यह देखने की कोशिश करें कि चीजें कैसे जाती हैं इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप उन दृष्टिकोणों पर फिर से विचार करें जिनके बारे में हमने बताया है कि कृपया यदि आपको वस्तुओं और वर्गों की पहचान की समस्या दी जाए तो पहली बात यह है कि फिर पहले आपको क्या प्रयास करना चाहिए पहले आपको किसी विशेष समस्या डोमेन से संबंधित गुणों के साथ जाने का प्रयास करना चाहिए जिसका अर्थ है कि पहला दृष्टिकोण जो हम ले रहे हैं इसलिए आप यह जानने की कोशिश करें कि उस विशेष में क्या गुण मौजूद हैं डोमेन विशिष्ट शब्दावली और वह सब क्या है और उन गुणों के आधार पर एक क्लस्टरिंग करने का प्रयास करें तो आप एक संरचनात्मक क्लस्टरिंग का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं और सिस्टम में मौजूद वर्ग संरचनाओं और व्यवहारों की पहचान कर रहे हैं इसके साथ आप कुछ प्रगति कर पाएंगे कुछ अवधारणाओं के अमूर्त की पहचान हो जाएगी लेकिन संभावना है कि इससे समस्या का पूरा हल नहीं होगा तो यह एक निश्चित बिंदु पर विफल हो जाएगा यह संभवतः आपको एक संतोषजनक वर्ग संरचना नहीं देगा और यदि यह सफल नहीं होता है तो आप अवधारणा द्वारा क्लस्टरिंग ऑब्जेक्ट object पर जाते हैं फिर आप शब्दावली के बीच से यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि मुख्य रूप से क्या गुण नहीं हैं लेकिन डोमेन से अवधारणाएं अधिक पसंद हैं और आइए हम उन अवधारणाओं को लागू करने का प्रयास करते हैं और यह सहयोग करने वाली वस्तुओं के व्यवहार को जन्म देगा क्योंकि अवधारणाएं अक्सर वैसी नहीं होती हैं मेरा मतलब है कि अगर वे बहुत ठोस हैं और केवल एक वस्तु या केवल एक प्रकार की कक्षा के संबंध में हैं तो हम अधिक गुण पसंद करेंगे लेकिन विभिन्न कक्षाओं में अवधारणाएं अलग अलग वस्तुओं में अधिक होती हैं इसलिए वे सहयोग करने वाली वस्तुओं सहयोग करने वाली वस्तुओं के व्यवहार के रूप में अधिक दिखाएंगे और यही आपको वैचारिक क्लस्टरिंग से खोजने का प्रयास करना चाहिए जो कि आपका दूसरा कदम है कुछ चीजें अभी भी अनसुलझी हैं यदि ये दोनों दृष्टिकोण आपकी समस्या को पूरी तरह से हल करने में सक्षम नहीं हैं तो आप association द्वारा वर्गीकरण का दृष्टिकोण करने की कोशिश करते हैं जो कि हम मूल दृष्टिकोण है जो प्रोटोटाइप द्वारा जा रहे हैं जिसे आप ठीक देखने का प्रयास करते हैं यह है मुझे पता है कि यह एक शतरंज है और मेरे पास एक Chinese checkers है और मुझे यह देखने दो कि कैसे शतरंज एक फुटबॉल एक कुश्ती या एक तैराकी और उस association पर आधारित है मैं अवधारणा को वर्गीकृत करूंगा और मुझे एक मिलेगा मैं उसprototypical object का उपयोग कर रहा हूं मुझे अवधारणा का एक वर्गीकरण मिलेगा और इस उम्मीद से आप इस तीन द्वारा वर्गीकृत करने में सक्षम हैं हम आपकी वर्गीकरण प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम हैं और आपने उन सभी वर्गों की पहचान की है जो आप इस स्तर पर कर सकते हैं तो एक बार यह किया जाता है तो आपको उस महत्वपूर्ण अमूर्त की पहचान करने में संलग्न होना चाहिए जो आप फिर से समस्या डोमेन में गहराई से जाते हैं आप शब्दावली को और अधिक बारीकी से और सभी संभावितों के बीच देखते हैं जो आपको मिली हैं आप यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्रमुख सार हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं सबसे आकर्षक हैं और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़ने के लिए अपने रिश्ते की अधिक तलाश करें इसलिए यह व्यापक शुरुआती दृष्टिकोण है और फिर से याद करें कि मैं जो बार बार कह रहा हूं वह यह है कि object oriented analysis and design की पूरी प्रक्रिया एक पुनरावृत्ति शोधन प्रक्रिया है तो आप कहीं से शुरू करते हैं कुछ तरीकों को लागू करते हैं एक परिकल्पना बनाते हैं एक डिज़ाइन बनाते हैं उस डिज़ाइन के आधार पर आप यह जाँचने की कोशिश करते हैं कि आप उस डिज़ाइन की गुणवत्ता के संदर्भ में क्या कर रहे हैं और फिर आप डिज़ाइन को परिष्कृत करने का प्रयास करते हैं आप कुछ और ज्ञान का उपयोग करने की कोशिश करते हैं इसलिए कुछ और ज्ञान निकालने के लिए यदि आवश्यक हो तो आप ग्राहक के पास जाते हैं और फिर से ग्राहक से बात करते हैं अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें संभवतः डोमेन प्रलेखन डोमेन ज्ञान विशेषज्ञ डोमेन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और फिर से आपके द्वारा किए गए डिज़ाइन को फिर से परिष्कृत करें फिर से पूरे संरचनात्मक वैचारिक क्लस्टरिंग और प्रोटोटाइप पर जा सकते हैं और फिर से पहचान कर सकते हैं या संघों के अधिक की खोज करने वाले प्रमुख सार का शोधन और फिर आप वापस आते हैं और माप करते हैं इसलिए इस डिजाइन को करने के मामले में यह दोहराव प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस module में हमने कक्षाओं और वस्तुओं की पहचान को समझने और समझने की कोशिश की है और हमने देखा है कि इस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं है कक्षाओं को पहचानने और व्यवस्थित करने के लिए कोई बिल्कुल उचित तरीका नहीं है और कई मामलों में प्रतिस्पर्धी डिजाइनों के बीच एक कुछ पहलुओं में बेहतर हो सकता है और कुछ अन्य पहलुओं में बेहतर हो सकता है एक स्पष्ट विजेता नहीं हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से विभिन्न पहलू विभिन्न उपाय और प्रतिनिधित्व हैं जिनके साथ हम यह कहने में सक्षम होंगे कि यह एक दूसरे की तुलना में अधिक उचित design है जो इस पर आधारित है हमारे अगले कार्य के रूप में हम module 17 में आगे बढ़ते हैं अब हम इस tool को अपने साथ करने का प्रयास करेंगे हाथ छुट्टी प्रबंधन प्रणाली का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे और हम उन्हें लागू करने की कोशिश करेंगे और वास्तव में देखें कि हम इस क्लस्टरिंग को कैसे कर सकते हैं हम कुंजी की पहचान कैसे कर सकते हैं अमूर्तता रिश्तों संघों और धीरे धीरे डिजाइन का निर्माण शुरू करते हैं